पिछले मॉड्यूल में हमने छायांकन डिजाइन के सिद्धांतों की मूल बातें देखीं ग्लेज़िंग सिस्टम के अलावा हमने इस बारे में भी बात की कि किस पद्धति द्वारा सैद्धांतिक रूप से हम छायांकन की गणना करते हैं छाया प्रेषण क्या है इसका उपयोग सूर्य पथ के आरेखों के साथ कैसे करें इस मॉड्यूल में मैं आपको सॉफ्टवेयर टूल का उपयोग करके उसी शेडिंग विश्लेषण का प्रदर्शन करूंगा इसलिए हम एक उदाहरण के लिए एक विशिष्ट स्थान और दीवार खिड़की का उदाहरण लेंगे उपकरण का उपयोग करके मैं यह दिखाऊंगा कि आप परिभाषित आवश्यक छायांकन शर्तों को कैसे जानेंगे और प्राप्त करेंगे और अपनी परियोजनाओं के लिए डेटा कैसे प्रस्तुत करेंगे कुछ ऐसे सूचकांकों के त्वरित पुनर्कथन जिन्हें हमें इस ऊंचाई और अज़ीमुथ कोण से अलग याद रखने की आवश्यकता है जो दो आयामों में सूर्य की स्थिति निर्धारित करता है हमें दीवार अज़ीमुथ भी याद रखना होगा हमने पिछले मॉड्यूल में देखा कि यह दीवार का उन्मुखीकरण है यह उत्तर दिशा के संदर्भ में हो सकता या दक्षिण दिशा से और हमें क्षैतिज छाया कोण और ऊर्ध्वाधर छाया कोण भी याद रखना होगा क्षैतिज छाया कोण ऊर्ध्वाधर छायांकन प्रणाली की दक्षता निर्धारित करता है और एक ऊर्ध्वाधर छाया कोण क्षैतिज छायांकन प्रणालियों की दक्षता निर्धारित करता है तो ये तीन पैरामीटर हैं कोण के आयामों के जिनको हमें ध्यान में रखना होगा अब हम टूल और टूल के इस्तेमाल को देखेंगे हमने इसे पहले शामिल किए गए विभिन्न चरणों को देखा हमें कटऑफ की तारीख शुरू करने और अंतिम समय को निर्धारित करना होगा उदाहरण के लिए अगर यह कहना है कि शाम को 9 बजे से 4 बजे या शाम के 6 बजे यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप वास्तव में किसी विशेष दिन पर सूरज को कैसे काटना चाहते हैं और दिन के साथ साथ जब हमें वर्ष के किसी विशेष मौसम के दौरान सूरज को काटने की आवश्यकता होती है यह गर्मियों के संक्रांति से सर्दियों के संक्रांति में एक हो सकता है या सर्दियों के संक्रांति के लिए आगे नहीं जा सकता है बस गर्मियों के दौरान हो सकता है शायद गर्मियों में 3 से 4 महीने तक मुझे इस खिड़की के लिए छायांकन की आवश्यकता है बाकी सूरज के संपर्क में हो सकता है यह निर्भर करता है अब हम अजीमथ और ऊंचाई कोण की गणना करेंगे छाया कोण की गणना और फिर छायांकन उपकरणों की चौड़ाई और गहराई की गणना करेंगे सॉफ्टवेयर टूल में भी वही चार चरण लागू किए जाएंगे लेकिन यह आपको ग्राफिक पर सैद्धांतिक रूप से गणना करने की बजाय नंबरों पर अधिक जोर देता है हम अब टूल पर आगे बढ़ेंगे मैं आपको एक सॉफ्टवेयर टूल के प्रदर्शन के माध्यम से समझाऊंगा जिसका उपयोग करके आप आसानी से छायांकन प्रणाली को डिजाइन कर सकते हैं या आप छायांकन प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन कर सकते हैं यह सोलर टूल है जो एकोटेक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का हिस्सा है अब यह आप जानते हैं की ऑटोडेस्क द्वारा पदोन्नत है पहले अब हम इंटरफ़ेस पर एक नज़र डालते हैं जो हमारे पास स्क्रीन पर है तो यह मूल रूप से यदि आप देखते हैं कि एक बार है जो बाएं हाथ की तरफ है तो आपके पास समय और तारीख है और महीने को सेट किया जा सकता है आपके पास वैश्विक स्थिति अक्षांश और देशांतर है और यह समय क्षेत्र है आपके पास समय क्षेत्र की एक सूची है जब आप अक्षांश और देशांतर निर्धारित करेंगे तो समय क्षेत्र अपने आप समायोजित हो जाता है इसके अलावा आपके पास विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपण हैं आपके पास गोलाकार तरल दूरी है हम जल्द ही इस पर एक नज़र डालेंगे फिर आपके पास पूरी तरह से छायांकित प्रतिशत छाया केंद्र बिंदु और कोई छायांकन नहीं हो सकता है फिर आप छायांकन गुणांक की गणना कर सकते हैं यही हम बाएं हाथ के बार में देखते हैं साथ ही आप एक 3D मॉडल देख सकते हैं यहाँ आपको एक दीवार मिलेगी और आप कुछ फ़ेनस्टेशन सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं तो हम जल्द ही इस पर वापस आ जाएंगे और आपके पास एक इमेज कैप्चर विकल्प होगा जिसे आप मेटा फ़ाइल या बिटमैप फ़ाइल के रूप में कैप्चर कर सकते हैं अब हमारे पास जो मुख्य स्क्रीन है यह एक स्टिरियोग्राफिक आरेख है क्योंकि इस टैब से उसी चीज़ का चयन किया जाता है जिसे आप अपने ड्रॉप डाउन में प्राप्त करते हैं हम स्टैरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में हैं आप यहां जो देख रहे हैं वह एक सन पाथ डायग्राम है हमने पिछले मॉड्यूल में से एक में इसे देखा है अब यह एक सूर्य पथ आरेख है जहां आपके पास लाइनें हैं जो महीनों का प्रतिनिधित्व करती हैं और ये रेखाएं उन वक्र रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और यह दिनों का प्रतिनिधित्व करती हैं इसलिए यह एक क्षैतिज अक्ष में सौर गति का एक त्रिकोणमितीय प्रक्षेपण है यहाँ उत्तर 360 डिग्री से शुरू होने वाले अभिविन्यास के निशान हैं एक बार मुझे उदाहरण के लिए अक्षांश और देशांतर सेट करने दीजिए आइए 13 डिग्री का एक अक्षांश लें सूर्य की गति पूरी तरह से समायोजित नहीं हुई है आइए 78 डिग्री का एक देशांतर सेट करें अब समय क्षेत्र जैसा कि प्लस 50 से देखा जाता 5 घंटे 30 मिनट है यानि 55 यह आप जानते हैं कि भारत दिल्ली समय क्षेत्र है हम यहाँ जो देखते हैं वह इस विशेष स्थान के लिए एक सूर्य पथ आरेख है 13 डिग्री यह भारत के किसी दक्षिणी भाग में जैसे कि यह बंगलौर या चेन्नई हो सकता है या यदि आप एक उत्तरी नाम देखना चाहते हैं तो यू कहें 29 डिग्री आपके पास दक्षिण में कुछ और गति होगा तो अब हम इसके साथ काम करते हैं आप यहां जो देख रहे हैं वह सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसे आप वास्तव में क्लिक कर सकते हैं और खींच सकते हैं जिससे तारीख और समय अपने आप बदल जाएंगे या आप इसे सेट कर सकते हैं जैसा कि अगर मैं चाहता हूं कि 21 जून को 12 बजे जोकि ग्रीष्मकालीन संक्रांति में है तो मैं यह देखूंगा कि सूर्य इस विशेष अक्षांश और देशांतर के लिए कहां स्थित है इसी तरह अगर मैं दिसंबर के लिए चाहता था तो यह आगे बढ़ जाएगा अगर मैं 5 बजे 17 घंटे कहना चाहता हूं तो सूरज यहां कहीं है यह आपको डिग्री के संदर्भ में सूर्य की स्थिति का स्थान देता है इसके अलावा आप क्षैतिज छाया कोण और ऊर्ध्वाधर छाया कोण भी देखते हैं पिछले मॉड्यूल में मैंने दिखाया कि हम इस क्षैतिज छाया कोण और ऊर्ध्वाधर छाया कोण की गणना कैसे करते हैं जिसके उपयोग से हम छाया अनुमानों की गणना करते हैं अब यह टूल बस स्क्रीन पर इस नंबर को देता है यह क्षैतिज छाया कोण है यह एक ऊर्ध्वाधर छाया कोण है क्षैतिज छाया कोण आपको ऊर्ध्वाधर छायांकन उपकरण की प्रभावशीलता देता है वीएसए ऊर्ध्वाधर छाया कोण हैं जो आपको क्षैतिज छायांकन उपकरण की प्रभावशीलता प्रदान करते हैं समय डेटा और संख्याएँ यहाँ सेट हैं जैसा कि मैंने कहा कि विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपण हैं पहले गोलाकार प्रक्षेपण है फिर हमारे पास समतुल्य प्रक्षेपण है स्टीरियोग्राफिक को हम आमतौर पर उपयोग करते हैं हमारे पास भवन अनुसंधान स्थापना BRE सूर्य पथ प्रक्षेपण भी है फिर हमारे पास ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है आपके पास वाल्ड्राम आरेख हो सकता है या आप इसे सारणीबद्ध डेटा के संदर्भ में देख सकते हैं इस प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से हम स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेपण और संबंधित सारणीबद्ध डेटा को देखेंगे तो अब हम इस पर एक नज़र डालते हैं कि आप हमारी संख्या जानते हैं यह एक चित्रमय वर्णन है जो सारणीबद्ध डेटा के संदर्भ में है यहाँ अक्षांश देशांतर सेट है उन्मुखीकरण 00 है जो कि उत्तर की ओर है अब हम उन्मुखीकरण को नहीं बदल रहे हैं तारीख 21 दिसंबर है आपके पास सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय है आपके पास स्थानीय समय सुधार है और समय सुधार का समीकरण भी है यह भी हमने एक मॉड्यूल में देखा कि हम देशांतर के संदर्भ में वैश्विक समय को स्थानीय सुधार में कैसे बदलते हैं ये यहां भी दिया गया है तो इस विशेष दिन के लिए जो कि इस अक्षांश पर २१ दिसंबर की शीतकालीन संक्रांति है २९ डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूरज ७३० पर स्थानीय समय में उगता है हर आधे घंटे में आपको यहाँ नंबर मिलते हैं स्थानीय समय सौर समय फिर आपके पास अज़ीमुथ कोण है आपके पास प्रत्येक घंटे के लिए ऊंचाई कोण है फिर आपको क्षैतिज छाया कोण और ऊर्ध्वाधर छाया कोण मिलता है हम अभी किसी भी छायांकन की गणना नहीं कर रहे हैं हम अपनी गणना के दौरान इस पर वापस आएंगे अब अगर मैं गर्मियों में संक्रांति के दौरान दिसंबर को जून से बदल देता हूं तो सूर्य उदय काफी जल्दी होता है यह 520 पर उदय होता है और अस्त 715 बजे है इसी प्रकार इन घंटों में से प्रत्येक के लिए आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर छाया कोण मिलता है अभिविन्यास कृपया ध्यान दें कि यह शून्य है जो उत्तर की ओर है हम अभिविन्यास को रीसेट कर सकते हैं हम विभिन्न झुकावों को समायोजित नहीं कर सकते हैं जैसा कि मैंने कहा था हम इस पर वापस आएंगे जहाँ हम थे वही वापस आएंगे यह आपको एक सरल सूर्य पथ आरेख प्रदान करता है अब हम उस मॉडल पर वापस जाएंगे जो हमने कुछ समय पहले देखा था प्रारंभ में यह आपको एक साधारण दीवार प्रदान करता है यदि आप इस दीवार पर दाहिने हाथ के पैनल पर क्लिक करते हैं तो टर्म दीवार दिखाई देगी एक ड्रॉप डाउन है आप खिड़की का चयन कर सकते हैं आप दीवार का चयन कर सकते हैं आप क्षैतिज छाया ऊर्ध्वाधर छाया सौर परगोला चुन सकते हैं यह आठ अलग छायांकन तक छायांकित किया जा सकता है यदि आप दीवार पर क्लिक करते हैं तो आप दीवार की ऊंचाई को समायोजित कर सकते हैं आप दीवार की चौड़ाई को समायोजित कर सकते हैं और आप दीवार की गहराई को भी समायोजित कर सकते हैं गहराई महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप रिसेस विंडो की तरह की व्यवस्था देते हैं जहाँ आपकी दीवार 500 600 मिमी मोटी वॉल है जहां आपके पास एक रिसेस विंडो है या आप पर्दा अलमारी और सभी दे रहे हैं खिड़की को रिसेस किया गया है तो आपके पास वास्तव में छायांकन प्रणाली नहीं है यह एक अवकाश दीवार प्रणाली है आप इस गहराई का उपयोग कर सकते हैं आप गहराई बढ़ा सकते हैं फिर आपकी खिड़की अंदर की तरफ होगी तो आप छायांकन दक्षता की गणना कर सकते हैं अभी मैं इसे 200 मिमी की गहरी दीवार में ले जा रहा हूँ यहाँ पर अभिविन्यास 00 है यह उत्तर की ओर की दीवार है अगर मैं इसे पूर्व की ओर देखना चाहता हूं तो इसे 90 डिग्री पर सेट करें यह बस घूम जाएगा यह उपयोग करने के लिए एक बहुत ही सरल टूल है अब यह खिड़की पूर्व की तरफ है यदि आप इस सारणीबद्ध डेटा पर वापस जाते हैं तो अभिविन्यास बदला हुआ होगा अब यह पूर्व की तरफ है इसी तरह स्टिरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में यह विशेष शेड यह केंद्र बिंदु है यदि आप कहते हैं कि प्रतिशत छायांकित आपको रंगों की एक श्रृंखला मिलेगी यह क्षैतिज छायांकन डिवाइस के गुण के कारण है जो हमने प्रदान किया है हम शीघ्र ही छायांकन दक्षता पर काम करेंगे अभी के लिए मैं सिर्फ क्षैतिज छाया को हटा रहा हूं यहां कोई छाया नहीं है यदि आप मॉडल पर जाते हैं तो आपको छायांकन नहीं दिखता है कोई छायांकन नहीं है पहले कुछ छाया थी जो अब गायब है आपके पास 0 प्रतिशत छायांकन है और यह भी कहता है कि 1230 के बाद सूरज पीछे चला जाता है यह दीवार के पीछे की तरफ है इसके विपरीत अगर मैं इस दीवार के उन्मुखीकरण को 270 डिग्री में बदल देता हूं तो यह उत्तर की ओर है इस तरह उत्तर है अब उल्टा होगा सुबह का समय यह कहेगा कि सूरज पीछे है और दोपहर को आपको कोई छायांकन नहीं है यहां इसे 180 डिग्री में बदलने के बाद यह दक्षिण की तरफ होगा दीवार दक्षिण की ओर है यह कहते हुए कि कुछ समय के लिए पीछे है छायांकन और फिर पूरे दिन यह सतह का सामना कर रहा है यदि आप जल्दी से अक्षांश बदलते हैं तो यह 29 डिग्री है यदि आप इसे 12 डिग्री पर बना रहे हैं तो आप दीवार के पीछे सूरज रखेंगे अर्थात यह दक्षिण की ओर की दीवार है सूरज उत्तर की ओर है फिर से यदि आप दीवार के उन्मुखीकरण को बदलते हैं तो आप कुछ मापदंडों को बदलकर काम कर सकते हैं जो पीछे चला जाता है लेकिन फिर भी सुबह और शाम में आपको प्रत्यक्ष सौर इंसीडेंस होती है और इसे वापस 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 178 डिग्री देशांतर में बदल देता है यही मैं कर रहा हूं अब हम शेडिंग सिस्टम के एक सेट को असेंबल करना शुरू करते हैं अभिविन्यास फिर से उत्तर है आइए हम इसे दक्षिण की ओर की दीवार बनाते हैं अभी कोई क्षैतिज छायांकन उपकरण नहीं है विंडो में 1200 की ऊँचाई का आयाम है चौड़ाई 2400 है सिल स्तर 900 पर है आप चाहें तो सिल स्तर को समायोजित कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि ऊँची तरफ की कौन सी खिड़की ऊँची हो तो आप इसे भी समायोजित कर सकते हैं आप इसे उस तरफ समायोजित कर सकते हैं जहां आप ऊपर और नीचे जाना चाहते हैं खिड़की में हर एक समायोजन संभव है अब हम एक एकल क्षैतिज छायांकन उपकरण जोड़ते हैं अभी अगर आप क्षैतिज छाया का चयन करते हैं तो शेड्स की संख्या 0 है इसे 1 तक बढ़ाएं डिफ़ॉल्ट रूप से एक छायांकन उपकरण है या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और इसे खींच सकते हैं या आपके पास यहां आयाम है अब हमें केवल 450 मिमी के विशिष्ट छायांकन उपकरण के लिए जाएंगे कोई कोण नहीं है आप इसे झुका सकते हैं यदि आप चाहें तो अभी हमें इसे सीधे रखने दें यह एक झुका हुआ छायांकन उपकरण नहीं है 0 डिग्री आप दाईं ओर कुछ विस्तार चाहते हैं पिछले सत्र में कल हमने इसकी गणना एए डैश के संदर्भ में की थी यानी बाएं और दाएं को कितना प्रक्षेपण की आवश्यकता है आप ऐसा कर सकते हैं कि अभी मैं इसे इस तरह छोड़ रहा हूं सिंगल शेडिंग डिवाइस यदि आप जांचना चाहते हैं की यह विशेष शेडिंग डिवाइस कितना कुशल है बस वापस जाएं ग्राफिक रूप से यह एक ऐसी अवधि है जिसमें आपको पूरा शेड मिल रहा है और जून जुलाई के महीनों में और अप्रैल और मई के महीनों में 11 बजे से 2 बजे के दौरान आप 90 प्रतिशत छायांकन कर रहे हैं इसके बाद आगे के घंटे उदाहरण के लिए कहते हैं यदि आप मार्च के महीने में दस या 9 बजे का समय ले रहे हैं तो आपके पास केवल 20 से 25 प्रतिशत छायांकित होगा यह बहुत प्रभावी छायांकन नहीं है क्योंकि यह दक्षिण की ओर की सतह है अगर आपको इसे अभी देखना है तो आइए हम 21 जून को गर्मियों के संक्रांति को देखते हैं सारणी को देखे डेटा यह आपको स्पष्ट रूप से बताएगा कि आपके पास कितना प्रतिशत छायांकन है सूरज यहाँ और पीछे है तब आपके पास 100 प्रतिशत छायांकन होता है जैसे हमने कहा कि आपके पास 1130 12 बजे के आसपास लगभग 2 घंटे के लिए आपके पास पूर्ण छायांकन है 1130 तक आप पूरी तरह से छायांकन कर चुके हैं उसके बाद दक्षता अंततः नीचे चली जाती है यह 87 88 से 90 प्रतिशत तक रहता है और उसके बाद कोई प्रत्यक्ष सौर इंसीडेंस नहीं है दूसरी तरफ अगर आप दिसंबर को देखेंगे यह छायांकन उपकरण प्रभावी नहीं हो सकता है क्योंकि आपके पास दिन के अधिकांश भाग में प्रत्यक्ष सौर इंसीडेंस होती हैं तालिका में यह दिसंबर में है इस छायांकन डिवाइस के साथ अधिकतम दक्षता 22 प्रतिशत हो रही है और दिन का कुछ हिस्सा 0 है मतलब कि इस विशेष छायांकन उपकरण का कोई उपयोग नहीं है या यह कोई प्रभावी छायांकन नहीं दे रहा है इसलिए दोपहर के दौरान यह थोड़ा बढ़ जाता है यह 20 22 प्रतिशत के करीब होता है और अंत में यह नीचे गिर जाता है आपको संबंधित क्षैतिज छाया कोण और ऊर्ध्वाधर छाया कोण भी मिलते हैं यदि आप मॉडल पर वापस जाएंगे उससे पहले एक और बात है यदि आप छायांकन गुणांक पर क्लिक करते हैं तो हम स्थैतिक प्रक्षेपण और सारणीबद्ध डेटा को देख रहे थे बस छायांकन गुणांक टैब पर क्लिक करें आपको छायांकन गुणांक मासिक औसत शेडिंग गुणांक का सारांश मिलेगा जनवरी से दिसंबर के दौरान आपके पास एक औसत छायांकन गुणांक होगा जो खिड़कियां प्रदान करती है यदि आप इसे जनवरी फरवरी और बाद में अक्टूबर से दिसंबर की तरह वर्ष में देखते हैं तो दक्षता लगभग न्यूनतम दक्षता 0 है जो आपको मिलती है लगभग 22 प्रतिशत औसत केवल 12 प्रतिशत है सबसे अच्छी दक्षता जो इसे दे रही है वह मई और जून के दौरान है यह अप्रैल से हो सकता है अगर आप 80 की कट ऑफ रखते हैं तो यह अप्रैल से अगस्त तक हो सकता है यह 80 प्रतिशत तक दे रहा है यह आशाजनक लग रहा है लेकिन हमें अप्रैल के महीने में भी ध्यान देना होगा आपको मिलने वाला अधिकतम 100 प्रतिशत औसत 82 प्रतिशत है लेकिन न्यूनतम 48 है जिसका मतलब है कि दिन के हिस्से में 50 प्रतिशत छायांकन क्षमता भी है हम इसे पूरी तरह से प्रभावी छायांकन प्रणाली नहीं कह सकते हैं गर्मियों में आपके पास एक अच्छी दक्षता है सर्दियों में यह सिर्फ 18 प्रतिशत है एक त्वरित गणना के लिए यदि आपको अपने ग्राहक को पेश करना है कि यह छायांकन प्रणाली है यह इसकी क्षमता है यह तालिका सतह पर होगी लेकिन यदि आप एक विस्तृत गणना करना चाहते हैं तो एक निश्चित दिन के लिए जाना अच्छा विचार है यदि आप केवल स्टीरियोग्राफिक पर क्लिक करते हैं और सारणी पर वापस आते हैं तो आपको दैनिक डेटा मिलेगा आप ग्रीष्मकालीन संक्रांति के साथ साथ शीतकालीन संक्रांति को अलग से सारणीबद्ध कर सकते हैं हम मॉडल पर वापस जाएंगे यह छायांकन उपकरण है यदि आप संख्या बढ़ाना चाहते हैं छायांकन उपकरणों के लिए अब हमारे पास एक क्षैतिज छायांकन उपकरण है इसे 2 पर बनाएं क्षैतिज रूप से समान रूप से फैला हुआ है इसे 3 बनाना चाहते हैं 450 मिमी के बजाय कहते हैं कि हमें 300 मिमी छायांकन उपकरण के लिए जाना चाहिए पतला वाला लेकिन मैं 3 नंबर के लिए जा सकता हूं हम वापस जाएंगे और देखेंगे कि हमें 21 दिसंबर को जो नंबर मिले हैं वे थोड़े बदले हुए हैं और आपको लगभग 44 प्रतिशत मिलते हैं और पहले वाला हमारे पास लगभग 0 प्रतिशत कुशल था लेकिन अब छायांकन दक्षता थोड़ी बढ़ गई है छायांकन गुणांक को देखें यह आपको सर्दियों के दौरान थोड़ा बेहतर संस्करण भी प्रदान करता है और गर्मियों के दौरान यह आपको लगभग 100 प्रतिशत छायांकन दक्षता प्रदान करता है आप झुकाव कर सकते हैं अब आप कोण को झुका सकते हैं अब मैं बहुत कम झुकाव दस डिग्री झुकाव झुकाव पेश करना चाहता हूं जो मैंने पेश किया है संख्याओं को देखते हुए यह थोड़ा ऊपर चला गया है उस स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन को देखें जिसमें आपको समय की काफी अच्छी मात्रा मिलती है जिसमें आपको 80 प्रतिशत या इससे ऊपर शेडिंग मिलती है आप में से बहुत से लोग महीने की तारीख और महीने के अंक जानते हैं आप एक गहरा छाया पाएंगे जिसका अर्थ है कि छायांकन प्रणाली पिछले एक की तुलना में थोड़ा अधिक कुशल है आइए हम एक वैकल्पिक अभिविन्यास देखें मैं 450 मिमी गहरे में एक छायांकन उपकरण पर वापस लौटूंगा झुकाव कोण 0 है लेकिन मैं अभिविन्यास को बदलने जा रहा हूं मैं इसे पश्चिम की ओर उन्मुख करूंगा एक पश्चिम की ओर की दीवार खिड़की का एक ही आयाम है खिड़की एक समान है लेकिन आपके पास एक छायांकन उपकरण 450 मिमी सरल क्षैतिज है बस इस पर वापस जाएं यह पश्चिम की तरफ है तो आपको जो छाया मिल रही है वह आपके बाएं हाथ के सूर्य मार्ग आरेख में उजागर हो रही है तो यहां आपकी दक्षता है यदि आप तालिका को देखते हैं तो सूरज सुबह के पीछे है यदि आप 21 जून को देख रहे हैं तो एक छायांकन उपकरण 130 तक प्रभावी होता है और अंत में नीचे गिरता है और 330 के आसपास कहीं कहता है दक्षता 50 प्रतिशत से नीचे चली गई आगे और कम हो जाता है तो हम क्या जानते हैं मैंने इसे सुबह दिया है इसलिए आप दूसरी तरफ छाया प्राप्त कर रहे हैं 17 घंटे मैं मैं इसे इस छवि को दिखा रहा हूं इसलिए सूरज इस तरफ होगा आप विकल्पों को प्रदर्शित करने के लिए जा सकते हैं आप दैनिक सूर्य पथ को सेट कर सकते हैं यह आपको यह भी बताएगा कि सूर्य की गति कहां हो रही है कुछ निश्चित स्केच विकल्प हैं जिन्हें आप चाहें तो स्केच चीजों को समायोजित कर सकते हैं यदि आप ऐसा करने में रुचि रखते हैं तो आप इसे कर सकते हैं यह जहां आपका सूरज है आप इस में भी एनिमेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं तो अब यह एक सूर्य पथ आरेख है अब 21 दिसंबर को देखते हैं जोकि शीतकालीन संक्रांति है सूरज यहाँ कहीं घूम रहा है आप उन छायांकन गुणांक पर नज़र डालें जो आपके पास औसत से कम है जो कि वर्ष का सबसे अधिक भाग है और लगभग पूरे वर्ष आपके पास औसत छायांकन गुणांक है जो 50 प्रतिशत से कम है और न्यूनतम सबसे अधिक है वर्ष का हिस्सा छायांकन प्रभावी नहीं है यह पश्चिम की ओर की दीवार है यह एक पतली 450 मिमी की गहरी छायांकन प्रणाली है यदि आप चाहते हैं तो हम कोशिश करें और इस विशेष प्रणाली की दक्षता में सुधार करें हमें पिछले उदाहरण पर वापस जाना है हमारे पास तीन लौवर स्लैट्स 300 मिमी गहरे थे प्रत्येक में अभी कोई झुकाव नहीं है इस पर एक नज़र डालें 35 40 प्रतिशत से मामूली सुधार हुआ है औसत छायांकन गुणांक ऊपर उठ गए हैं लगभग 55 60 प्रतिशत लेकिन फिर भी आपके पास न्यूनतम छायांकन गुणांक वांछनीय से बहुत कम है आगे अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो हम स्लैट्स की संख्या बढ़ाकर सुधार कर सकते हैं थोड़ा सा झुकाव पेश कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम पाते हैं कि न्यूनतम छायांकन गुणांक निशान से नीचे हैं यदि आप इससे खुश नहीं है तो स्पष्ट रूप से सूरज दक्षिण की ओर है आपके पास क्षितिज पर सूरज है लेकिन आपको दक्षिणी तरफ से प्रत्यक्ष इंसीडेंस है तो आदर्श रूप में आपको एक ऊर्ध्वाधर छायांकन उपकरण की आवश्यकता होगी यदि आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर छाया कोणों को देखते हैं तो आपको उत्तर मिल जाएगा आपको वर्टिकल शेडिंग डिवाइस की आवश्यकता होगी आइए हम वर्टिकल शेडिंग डिवाइस पर जाते हैं जो कि 0 नंबर है पहले वर्टिकल शेडिंग डिवाइस को इसमें जोड़ें केवल 300 मिमी के रूप में यदि आप अधिक वर्टिकल शेडिंग डिवाइस जोड़ते हैं तो अगला दूसरी तरफ दिखाई देगा जितना अधिक आप इसे जोड़ेंगे आपको एक अंडा क्रेट शेडिंग सिस्टम मिलेगा मैंने अभी 5 उपकरण जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक 300 मिमी गहरा है क्षैतिज छायांकन प्रणाली मे मैं कोण को काट दूंगा यह अब कोणीय नहीं है इसलिए आदर्श रूप से मुझे एक अंडा क्रेट प्रणाली मिल रही है अब एक नजर डालते हैं कि 21 दिसंबर को क्या होता है आपके पास शाम को 3 बजे तक लगभग 100 प्रतिशत छायांकन होता है उसके बाद भी आप शाम को 4 बजे तक लगभग 50 प्रतिशत छायांकित होते हैं यदि आप देखते हैं कि गर्मी के संक्रांति दिसंबर 21 जून को क्या होता है तो आपके पास बहुत कुछ है शाम को लगभग 430 बजे तक प्रभावी छायांकन उसके बाद भी 5 530 तक आपके पास 50 है प्रतिशत छायांकन उपलब्ध है आप क्षैतिज और साथ ही ऊर्ध्वाधर छायांकन प्रणाली के लिए दोनों को झुका सकते हैं या यदि आप एक पेरगोला शुरू करना चाहते हैं तो यह संभव है यदि आप एक अलग छायांकन प्रणाली प्रदान करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग करके भी कर सकते हैं सारणीबद्ध करने का सरल तरीका जैसा कि मैंने कहा कि आप छायांकन के गुणांक पर क्लिक कर सकते हैं जिसे आप इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं या आप स्थैतिक प्रक्षेपण ले सकते हैं यह आपके सन पथ आरेख के साथ साथ सौर प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके गणना करने जितना अच्छा है जिस मैनुअल तरीके के बारे में हमने चर्चा की पिछले मॉड्यूल में आपको इसी तरह की चीज़ मिलेगी आप एनिमेशन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं या वैकल्पिक रूप से आप सारणीबद्ध मूल्य सेट पर जा सकते हैं विशेष रूप से पूरे दिन के लिए तारीख और समय आपको सभी मिलेंगे जैसे कि एजिमुथ ऊंचाई क्षैतिज छाया कोण ऊर्ध्वाधर छाया कोण और प्रतिशत छायांकन से शुरू होने वाले वांछित मूल्य अब तक इस मॉड्यूल में हमने छायांकन प्रणाली के डिजाइन और विश्लेषण को देखा मैंने सौर टूल के उपयोग का प्रदर्शन किया जो ऑटोडेस्क स्टूडियो का एक हिस्सा है यह वास्तव में इकोटेक के साथ टैग करता है आप छायांकन उपकरण के परिणामों का भी उपयोग कर सकते हैं या आप पूरी चीज़ को मॉडल कर सकते हैं इकोटेक में आप छायांकन का मूल्यांकन समानांतर रूप से कर सकते हैं यह ईकोटेक सॉफ्टवेयर के साथ इस्तेमाल होता है तो इसका उपयोग करके आप अधिक तेज़ी से शेडिंग सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं साथ ही पूर्व डिज़ाइन किए गए शेडिंग सिस्टम का विश्लेषण भी कर सकते हैं